मेट्रोलॉजी और माप पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है तो आज हम विषय देखेंगे उपकरणों का मेज़रमेंट सिस्टम में क्या भूमिका है इसलिए आज हम निम्नलिखित सामग्री को आच्छादित करेंगे उपकरणों के प्रकार उपकरणों की मेजरमेंट सिस्टम्स में भूमिका मेजरमेंट सिस्टम्स के अनु प्रयोग और एक जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम के तत्व इसलिए कल हमने देखा कि जब हमारा पिछला व्याख्यान था तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि माप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का उपयोग सत्यापन के लिए भी किया जाता है अन्य प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए या कुछ मैन ऑपरेशंस को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है इसलिए जब हम उपकरणों के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो उपकरणों के प्रकार दो रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं एक एबसॉल्यूट है जो कि एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है और हमारे पास सेकेंड्री है जो कि एक डायरेक्ट मेजरमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है सही है इसलिए यह डायरेक्ट दो में वर्गीकृत किया जा सकता है जोकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है और यह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसके बाद यह एनालॉग दो में विभाजित किया जा सकता है एक को डिफलेक्टिंग टाइप कहा जाता है दूसरे को नल टाइप कहा जाता है नल डिफ्लेक्शन सही है और यह डिफ्लेक्टिव आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए पहला इंडिकेटिंग है दूसरा इंटीग्रेटिंग है और आखिरी रिकॉर्डिंग है यह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का एक सामान्य वर्गीकरण है ठीक है इसलिए इंस्ट्रूमेंट को एबसॉल्यूट और सेकेंड्री में वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बाद सेकेंड्री को आगे एनालॉग और डिजिटल में वर्गीकृत किया जा सकता है डिजिटल आजकल काफी प्रचलित है और एनालॉग में मूलतः आप दो बिंदुओं को पृथक कर सकते हैं एक एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं यह एनालॉगस डिफ्लेक्शन पर काम करता है डिफलेक्टिंग टाइप और नल डिफ्लेक्शन तब यह डिफलेक्टिंग आगे इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत किया जा सकता है अब हम एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंड्री इंस्ट्रूमेंट के बीच में भेद देखते हैं इसलिए एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के भौतिक स्थिरांक के संदर्भ में माप के तहत मात्रा का परिमाण देते हैं उदाहरण के लिए यह टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो सकता है या यह रेले का करंट बैलेंस Rayleigh's current balance हो सकता है तो यह एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट है जब हम सेकेंड्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो इन उपकरणों का निर्माण ऐसे किया जाता है कि मापी जा रही मात्राओं को केवल इंस्ट्रूमेंट द्वारा दर्शाए गए आउटपुट को देखकर अभिलिखित किया जा सकता है तो जो वहां प्रदर्शित होता है हम केवल वही देखते हैं और फिर हम माप करना शुरू करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट को एक एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट या किसी अन्य सेकेंड्री इंस्ट्रूमेंट की तुलना में कैलिब्रेट किया जाता है जो पहले से ही एक एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ कैलिब्रेट किया गया है इसलिए हम यहां जो सेकेंड्री के अंदर कहने की कोशिश कर रहे हैं वह है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाना है इसलिए यहाँ कैलिब्रेशन है इसलिए यह कैलिब्रेशन हमेशा y और x के बीच लीनियर में माप लेने का प्रयास करेगा आप इस कैलिब्रेशन में संबंध स्थापित करते हैं और फिर हम क्या करते हैं हम आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट हम समय की अवधि में उपयोग करते हैं उसमें वेयर एंड टियर हो सकते हैं या यहां तक कि पहली बार के दौरान आपको मशीन टेंशन या एक स्प्रिंग टेंशन या रैंप में अन्य रीडिंग सेट करना होगा इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कैलिब्रेशन समाप्त होने के बाद पहले कैलिब्रेट करते हैं और जो कुछ भी हमें डायरेक्ट मेजरमेंट में मिलता है तो हमने यही कहा है कि इन इंस्ट्रूमेंट को एक एबसॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट या किसी अन्य सेकेंड्री इंस्ट्रूमेंट की तुलना में कैलिब्रेट किया जाता है जो पहले से ही एक निरपेक्ष उपकरण के खिलाफ कैलिब्रेट किया गया है उदाहरण के लिए जो हम कहते हैं कि आप मापने का पैमाना पास रखना चाहते है इसलिए इस पैमाने में ग्रेजुएशन हैं तो हम क्या करते हैं हम यह जाँचने की कोशिश करते हैं कि पैमाने में ग्रेजुएशन सही हैं या नहीं इसलिए हम इसे दूसरे पैमाने पर जाँचने का प्रयास करते हैं या हम सीधे इसे एक और स्टैंडर्ड के साथ लेने की कोशिश करते हैं जो उपलब्ध है और इसे मापते हैं और देखते हैं कि हम सेकेंड्री इंस्ट्रूमेंट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जब हम डिफ्लेक्शन टाइप के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो जिन उपकरणों में मापी गई मात्रा भौतिक प्रभाव पैदा करती है जो उपकरणों की चलती प्रणाली को डिप्लैट या डिस्प्लेस करती है उन्हें डिफलेक्टिंग टाइप उपकरणों के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए आप एक डायल गेज ले सकते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम इस कोर्स के यह सारे उपकरण देखेंगे इसलिए क्या होता है कि यह स्प्रिंग से लदा हुआ है इसलिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप ऊंचाई मापना चाहते हैं तो आप एक डायल गेज रखें या आप कुछ स्प्रिंग रखें या कोई समतल स्केल आप उसको लेना चाहते हैं बस स्प्रिंग को चलाते रहें जब आप स्प्रिंग को चलाने की कोशिश करते हैं क्या होता है इस पर स्प्रिंग प्वाइंटर को जोकि ग्रेजुएशन के सामने रखा गया है उसको डिफलेक्ट करने की कोशिश करता है इसलिए आप ग्रेजुएशन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद माप की मात्रा को जो भी है ले सकते हैं इसलिए यह यह मूलतः डिफलेक्शन टाइप है आपके पास एक मीटर है यह एनालॉगस टाइप है आपके पास एक मीटर है और आपके पास एक प्वाइंटर होगा यह प्वाइंटर बाएं और दाएं चल सकता है यह जो कुछ भी है और उसके बाद यह आपको बताने की कोशिश करता है कि क्या डिस्प्ले करना है यह वोल्टेज हो सकता है यह करंट हो सकता है यह दूरी हो सकता है जो भी है यह उपकरणों पर निर्भर कर रहा है आप इसे करना शुरू कर सकते हैं इसलिए डिफलेक्शन टाइप वह इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें मापी गई मात्रा एक भौतिक बदलाव लाती है सही है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है आपके पास एक डायल गेज था इसलिए डायल गेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर दबाया गया इसलिए डायल गेज डिफलेक्शन को लेने की कोशिश करेगा 0 से यह एक दिशा की ओर चलने की कोशिश करेगा मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है जोकि इंस्ट्रूमेंट के चलते हुए सिस्टम को डिफलेक्ट या डिस्प्लेस करता है उसे डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं दूसरे शब्दों में किसी विद्युत मात्रा को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन देता है उसे डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसलिए यदि आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे कि वोल्ट मीटर के लिए माप करना चाहते हैं तो यह हमेशा डिफलेक्शन इंस्ट्रूमेंट होंगे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डायनेमिक कंडीशन के अंतर्गत माप के लिए भी इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब कहने के लिए कि आपको वोल्ट मीटर को एक तार के आर पार या एक इंस्ट्रूमेंट के आर पार रखना होगा और उस डिवाइस के प्रतिकूल इन डिवाइस को लोड करना है मूमेंट लोड कर दिया गया है आप देख सकते हैं कि वहां पर फ्लकचुएशन है तो यह स्टैटिकली रूप से कई बार हो सकता है यह डायनामिकली रूप से भी किया जा सकता है डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के कुछ विपरीत प्रभाव हैं जोकि एक चलते हुए सिस्टम का विरोध करते हैं आपके पास इस तरह के उपकरण भी हो सकते हैं मान लीजिए कि मैं स्प्रिंग के खिलाफ धकेलने की कोशिश करता हूं और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्प्रिंग है उसके खिलाफ डिफ्लेक्शन है आप उस डिफ्लेक्शन को मापते हैं और इसका उपयोग इस तकनीक को मापने के लिए भी कर सकते हैं विरोध प्रभाव ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उनका परिमाण एक चलती प्रणाली के डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट में वृद्धि के साथ बढ़ता है जो मापने की मात्रा के कारण होता है उदाहरण के लिए यदि एक स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग का अंतर बढ़ जाता है जैसे ही स्प्रिंग संकुचित हो जाता है इसलिए जब आप ग्रेजुएशन पर उस डिफ्लेक्शन को देखते हैं और फिर आप इसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो इसे विद्युत के लिए किया जा सकता है यह यांत्रिक के लिए भी किया जा सकता है संतुलन तब प्राप्त होता है जब विरोधी प्रभाव समान होते हैं ठीक है तो संतुलन क्या है या तो स्थैतिक स्थिति या जब आप एक लोड लागू करने की कोशिश करते हैं या जब कोई चाल है तो वहाँ इसे वापस सामान्य स्थिति या 0 स्थिति में संतुलित करने के लिए हम इन उपकरणों का उपयोग करते हैं संतुलन प्राप्त किया जाता है जब विपरीत प्रभाव एक चलती बिंदु के या डिफ्लेक्शन के उत्पादन के कारण के बराबर होते हैं तो ये डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप एक डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं आपके पास एक स्थायी चुंबक हो सकता है तो ये दोनों एक स्थायी चुंबक हैं तो एक स्थायी चुंबक रखा गया है या विद्युत ले जाने वाली कोयल् है तो यह दक्षिण है यह उत्तर है तो यदि आप यहाँ एक कोईलड स्प्रिंग देख सकते हैं या एक टार्जन स्प्रिंग यहाँ है तो और फिर यहां एक पॉइंटर है आप वहां एक पॉइंटर देख सकते हैं तो यहाँ और यहाँ ग्रेजुएशन स्केल है मान लीजिए कि आप इसे इंस्ट्रूमेंट पर एक इंस्ट्रूमेंट बेस के रूप में बनाना चाहते हैं जैसे आप यहाँ ग्रेजुएशन देखते हैं और यह पॉइंटर है जो 0 से 1 तक चलता है यह 0 से 1 की चाल विद्युत धारक कोयल्स की प्रतिक्रिया के आधार पर चलती है तो यह कॉइल 0 वें स्थान से 1 वें स्थान तक झूलता है ठीक है और यहां उन्होंने कहा है कि कुल रीडिंग पर प्रत्येक स्केल 1 एम्पीयर है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में क्या है और यह है और आप कोण का नोट बनाने की कोशिश भी करें तो अब हम डिफलेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर वापस आते हैं एक स्थायी चुंबक में घूमने वाले कॉइल एमीटर में आप एक एमीटर को ले जा रहे हैं चल बिंदु का डिफलेक्शन विद्युत धारा के समानुपाती होता है तो जब और जैसे ही विद्युत धारा पास होती है तो डिफलेक्शन होता है जो संतुलन में देखा जाता है बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है टॉर्क इसलिए यह टॉर्क है टॉर्क फोर्स × डिस्प्लेसमेंट तो कॉइल पर टॉर्क करंट से सीधे अनुपात में होता है और इसे को G × I के रूप में व्यक्त किया जाता है G × I G क्या है G एक स्थिरांक है और यह फ्लक्स डेंसिटी घूमते हुए कॉइल के क्षेत्र और घुमावों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि घुमावों की संख्या कितनी है तो G एक स्थिरांक है और यह फ्लक्स डेंसिटी और चलने और चलने वाले कॉइल के क्षेत्र और घुमाव की संख्या से स्वतंत्र है का विपरीत है विपरीत प्रभाव स्प्रिंग के कारण जिसका टॉर्क डिफलेक्शन के आनुपातिक है और इसे व्यक्त किया जाता है K × तो एक है जिसे द्वारा संतुलित किया जाना है ठीक है इसलिए जब को संतुलित करना होगा तो हम हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं और उनके मूल्य स्प्रिंग के आयाम पर सामग्री पर निर्भर करते हैं तो स्प्रिंग की संवेदनशीलता आयामों और उस सामग्री के सीधे अनुपात में होती है जिसे हम चुनते हैं तो अब संतुलन की स्थिति के तहत तो अब जब हम उन सभी चीजों को स्थानापन्न करने का प्रयास करते हैं G G × I K × I × तो अब हम विद्युत धारा के लिए जानते हैं जो कुछ भी कॉइल पर ले जा रहा है यह एक स्थिर पैरामीटर है और यह एक कोण है एक स्थिर पैरामीटर K है जो सामग्री पर निर्भर करता है G फ्लक्स डेंसिटी से स्वतंत्र है विद्युत धारा के माप मात्रा का मान डिफ्लेक्शन थीटा और मीटर स्थिरांक G और K पर निर्भर करता है विद्युत धारा के मूल्य को इस उपकरण में सीधे पढ़ा जा सकता है यह और कुछ नहीं एक डिफलेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विद्युत धारा के मूल्य को सीधे डिफलेक्शन कोण के संबंध में पढ़ा जा सकता है जिसे G और K के मूल्यों पर विचार करके कैलिब्रेट किया जाता है इस प्रकार यदि आप इस मीटर को देखते हैं तो इसका कारण यह है कि मान लें कि आप इसे पहली बार खरीदते हैं उस समय भी जो वे करते हैं वे लोड को लागू करने का प्रयास करते हैं और फिर वे स्प्रिंग की कठोरता को समायोजित करने का प्रयास करते हैं जो आपके इन उपकरण को संवेदनशील बनाता है फिर चूंकि यह एक यांत्रिक भाग होता है इसलिए समय के साथ यह खराब हो जाता है इसलिए फिर से इसे कैलिब्रेट करना होगा और फिर इसे नीचे लाना होगा कैलिब्रेशन मूल रूप से समय समय पर आप जांचते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है तो हम कैसे जांचते हैं एक ज्ञात विद्युत धारा के लिए हम किस डिफलेक्शन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यदि यहां त्रुटि है तो हम कैलिब्रेशन के दौरान त्रुटि को समायोजित करना शुरू करते हैं सिस्टम को सेट करते हैं इसी पर सही है तो हम ऐसा कैसे करें स्प्रिंग कांस्टेंट और G G क्या है G कुछ भी नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट है यह फ्लक्स डेंसिटी घूमने वाले कॉइल के क्षेत्र और घुमाव की संख्या से स्वतंत्र है सही है तो डिफलेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए यह डिफलेक्शन टाइप है इसलिए यदि आप वापस जाते हैं और जो कुछ भी हमने चर्चा की है हमने आपको कई चीजें बताई हैं तो डिफलेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के विपरीत प्रभाव होते है जो एक चलती प्रणाली के डिस्प्लेसमेंट का विरोध करता है तो यहाँ अब आप समझ सकते हैं कि चलती प्रणाली एक स्प्रिंग है ठीक है तो डिफलेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नुकसान निम्नलिखित डिफलेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नुकसान हैं साधन की एक्यूरेसी बहुत कम है क्योंकि यहां मूल रूप से हम जो करते हैं वह इन दोनों के बीच का ग्रेजुएशन है उदाहरण के लिए कहो यहाँ से अगर आप इस को सेट कर सकते हैं यदि यह लगभग 60 डिग्री है सही है तो 60 डिग्री जो हो रहा है आप 6 या 8 डिवीजनों में विभाजित कर रहे हैं इसलिए यदि आप इसे 6 या 8 डिवीजनों में विभाजित करते हैं तो यहां उप प्रभागों को देखना आपके लिए बहुत कठिन होगा तो सेंसटिविटी और एक्यूरेसी दो अलग अलग शब्दावली हैं जब कोर्स चल रहा होगा तब हम अंतर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट की सेंसटिविटी भी कम है एक्यूरेसी कम है और सेंसटिविटी कम है क्योंकि बदले में सेंसटिविटी इस स्प्रिंग कांस्टेंट पर निर्भर करती है स्प्रिंग कांस्टेंट आप बहुत छोटे चरणों में भिन्न नहीं कर सकते इसलिए यदि आप बहुत छोटे चरणों को नहीं बदल सकते हैं तो मूल रूप से प्वाइंटर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटे चरण में नहीं दिखा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप ग्रेजुएशन के रूप में एक के बारे में बात करते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट का निवेश कर सकते हैं तो वहाँ इसे 100 भागों में विभाजित किया जा सकता है तो 1 एम्प को 100 भागों में विभाजित किया जा सकता है तो आपके पास 1000 भाग होंगे तो आप जो प्राप्त करते हैं वह 0001 रिज़ॉल्यूशन होगा और मान लीजिए यदि आप 10000 चाहते हैं तो बहुत सारी रेखाएँ खींचनी होंगी जो संभव नहीं है और दूसरी बात यह है कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का निरंतर उपयोग होता है जिसमें सेंसटिविटी भी नहीं होती है तो मूल रूप सेवहां सेंसटिविटी नहीं है वहां एक्यूरेसी नहीं है मापी गई मात्रा का मूल्य इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है मान लीजिए कि अगर कैलिब्रेशन गलत है तो फिर हमें जो भी डेटा मिलता है वह भी स्पष्ट नहीं है एनालॉगस के अंदर अन्य प्रकार का वर्गीकरण नल टाइप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ नल टाइप में इंस्ट्रूमेंट नल शब्द खुद ही कहता है कि इसमें 0 और इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कुछ है जिसमें 0 या नल संकेत में मापी गई मात्रा के परिमाण को निर्धारित करता है इस प्रकार के उपकरण को नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसलिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को दोहराता हूं जिसमें 0 या नल संकेत मापा गया मात्रा का परिमाण निर्धारित करता है यह एक नल डिटेकटर का उपयोग करता है जो नल स्थिति को इंगित करता है जब मापा मात्रा और विपरीत मात्रा समान होती है इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अत्यधिक एक्यूरेट होते हैं और साथ ही यह बहुत सेंसिटिव होते है इसलिए पिछली स्थिति की तुलना में जो कुछ भी हमने डिफलेक्शन टाइप में देखा है नल अधिक एक्यूरेट और सेंसिटिव है इसलिए हम जहां चाहें नल पसंद करना चाहेंगे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के संचालन के लिए अंतर कहां से आ रहा है तो हम आगे क्या करने जा रहे हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के संचालन के लिए निम्नलिखित स्थितियों की आवश्यकता होती है मापने की मात्रा द्वारा उत्पादित प्रभाव विरोधी प्रभाव जिनके मूल्यों को सटीक रूप से जाना जाता है यह मापा मात्रा के संख्यात्मक मूल्यों को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए आवश्यक है एक डिटेक्टर जो नल स्थिति का पता लगाता है एक डिटेक्टर एक उपकरण है जो 0 डिफ्लेक्शन को इंगित करता है जब संतुलन की स्थिति होती है तो ये नल के लिए आवश्यक शर्तें हैं तो यह ऐसा है जैसा कि यह योजनाबद्ध आरेख दिखता है तो नल टाइप डिटेक्टर तो यहाँ आपके पास एक मुख्य पैमाना होगा कि आपके पास स्लाइडिंग संपर्क है ठीक है तो यहां स्लाइडिंग संपर्क है वहां गैल्वेनोमीटर है इसलिए यह एक तार स्लाइडिंग तार है यह स्लाइडिंग संपर्क है जो यहां है और यहां आपके पास एक प्रतिरोध होगा जो जोड़ा जाता है और फिर आपके पास वोल्टेज E होगा जो कि लगाया है तो यहाँ ग्रेजुएशन हैं इसलिए अज्ञात ईएमएफ को यहां लागू किया जाता है इसलिए यदि गैल्वेनोमीटर करता है और फिर यह एक स्लाइडिंग तार से टकराता है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं यदि आप तुलना माप करना चाहते हैं यदि आप डिस्प्लेसमेंट माप करना चाहते हैं तो हम हमेशा इस पर एक स्लाइडिंग पट्टी बना सकते हैं और यह एक स्थिर बार हो सकता है या यह एक स्थिर पैमाने हो सकता है और एक स्लाइडिंग संपर्क हो सकता है जो एक स्थिर पैमाने पर चलता है तो लाइनों और यहां की दूरी के आधार पर क्या होता है प्रदर्शित वोल्टेज में अंतर होता है और इसलिए आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं तो एक बिंदु पर विचार करें यहां एक नल पॉइंट इंस्ट्रूमेंट पर विचार करें जो डीसी पोटेंशियोमीटर है जो एक अज्ञात ईएमएफ को मापा जाता है एक पोटेंशियोमीटर के स्लाइड वायर को ईएमएफ के बारे में एक मानक ईएमएफ स्रोत की मदद से मापा गया है ठीक है पोटेंशियो कुछ भी नहीं है लेकिन हम एक सर्किट को संतुलित करने और एक पुल को संतुलित करने की कोशिश करते हैं नल डिटेक्टर एक करंट गैल्वेनोमीटर है जिसका डिफ्लेक्शन असंतुलित ईएमएफ के समानुपाती होता है जो कि स्लाइडिंग वाले तार के ईएमएफ ईब वाले हिस्से और अज्ञात ईएमएफ के बीच का अंतर होता है जैसे ही दोनों समान होते हैं इसलिए यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि और कहां है इसलिए अज्ञात ईएमएफ के बराबर है जो सीधे स्लाइडिंग वाले तार के साथ रखे गए माप पैमाने द्वारा इंगित किया गया है इसलिए यदि आप इस स्लाइडिंग वाले तार को देखते हैं जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को सरकते हुए एक स्लाइडिंग वाले तार पर ले जाता है और इसके साथ ही हम डिस्प्लेसमेंट को देखने की कोशिश करते हैं और फिर हम और के बीच इसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं और हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या आप संतुलन बनाना चाहते हैं तो आप इसे समायोजित करने के लिए क्या करते हैं हम इसे यहां दिए गए लाल प्रतिरोध में समायोजित करते हैं और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं तो फायदे एक प्रकार के उपकरण की एक्यूरेसी से होने वाले हैं जो बेहद उच्च है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट अत्यधिक सेंसिटिव है तो इनकी एक्यूरेसी अधिक है यह अत्यधिक सेंसिटिव है तो यहाँ है अगर आप यहाँ देखते हैं कि कोई यांत्रिक चलित भाग नहीं है उदाहरण के लिए वहां आपके पास संतुलन के लिए स्प्रिंग था इसमें आपके पास संतुलन के लिए स्प्रिंग नहीं है तो एक संतुलन बिंदु के चारों ओर एक छोटी सी सीमा को कवर करने के लिए डिटेक्टर है और इसलिए यह अत्यधिक सेंसिटिव है इसलिए इस नल टाइप के उपकरण के मापो की बहुत अच्छी तरह से सराहना की जाती है इसलिए जब आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बीच अंतर देखने की कोशिश करते हैं आज सब कुछ डिजिटल हो गया है पहले यह सब एनालॉगस था तो वह एनालॉगस जिसमें आउटपुट देता है जो लगातार मापी जाने वाली मात्राओं के अनुसार भिन्न होता है जिसे एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है जबकि डिजिटल में यह असतत चरणों में होगा लोगों ने पहले एनालॉग का उपयोग किया और एनालॉग से वे डिजिटल में गए और उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटल में जाते हैं तो हमारे पास सिग्नल और आउटपुट के साथ खेलने के लिए अधिक विकल्प हैं और अब वे जो महसूस करते हैं यदि हम इसका उपयोग डिजिटल द्वारा करते हैं तो दो विवेकाधीन चरणों के बीच आगे का वर्गीकरण बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए लोग अब डिजिटल से एनालॉग पर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि देखें कि डेटा को कैसे संतुलित किया जाए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत कम है डिजिटल की एक्यूरेसी अधिक है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सारे चलित भाग होते हैं डिजिटल को कम शक्ति चाहिए होती है सेंसटिविटी एनालॉगस के मामले में बहुत अधिक होती है डिजिटल के लिए सेंसटिविटी बहुत कम है ठीक है सेंसटिविटी एक शब्द है यह अधिक एनालॉग है तो यही कारण है कि लोग एनालॉग पर वापस जा रहे हैं यह देखने के लिए कि वे संकेतों के साथ क्या कर सकते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत किफायती हैं डिजिटल महंगे हैं लेकिन अब यह भी किफायती हो गए हैं क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट के बड़े पैमाने पर उत्पादन बाजार में आने लगे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स बेहद पोर्टेबल होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आसानी से पोर्टेबल नहीं होते हैं हम समग्रता में बात कर रहे हैं लेकिन यह अब पोर्टेबल भी हो गया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का रिज़ॉल्यूशन कम है और डिजिटल का रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है देखें कि ये दो बिंदु सेकेंड्री बिंदु हैं कृपया परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे लेने की कोशिश न करें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होने जा रहे हैं यह वाला यह वाला और यह वाला सही है बाकी सभी बिंदु सेकेंड्री बिंदु हैं ये चार एनालॉगस और डिजिटल को अलग करने के लिए प्राइमरी बिंदु हैं इसलिए यदि आप एनालॉगस देखते हैं तो यह एनालॉगस है पहले बाइक्स में और हम सभी देखते थे कि ग्रेजुएशन निरंतर थे और एक पॉइंटर हुआ करता था जो उसके चारों ओर घूमता था और फिर वह जो कुछ भी है उसे गति दिखाने की कोशिश करता था सही है तो अब बाद में यह एलईडी के साथ एनालॉगस हो गया ठीक है और अब यह पूरी तरह से डिजिटल हो गया है यह पूरी तरह से डिजिटल हो गया है तो आज अगर आप उस एनालॉगस को देखते हैं जहां स्प्रिंग्स और अन्य चीजें हैं जो शामिल हैं इसलिए इसमें हमेशा रखरखाव के मुद्दे हैं लेकिन यह पोर्टेबल था और यहाँ रखरखाव कम था ठीक है आज वहाँ एलईडी का मिश्रण भी हो रहा है और इसलिए यह आसान हो जाता है इसलिए मैंने हाल ही में एक डायल इंस्ट्रूमेंट देखा जिसमें उनका एक डिस्प्ले था और यह मूल रूप से पेट्रोल स्तर के बारे में बताने के अलावा और कुछ नहीं था और यहाँ डिस्प्ले था जो कह रहा था तो यह दिखाया गया है कि अगर पेट्रोल भरा हुआ है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देता है और जब पेट्रोल स्तर नीचे जाता है तो यह इस तरह से चलता है और धीरे धीरे इस उपकरण ने इस डिस्प्ले को घुमाना शुरू कर दिया और गर्दन नीचे आ गई और यह जो भी डेटा हम यहां देखते हैं उसे यहां ग्रेजुएशन के रूप में भी देखा जाता है तो उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत 80 प्रतिशत हो सकता है और इसमें 0 प्रतिशत था इसलिए जब जब पेट्रोल स्तर नीचे जाता है तो आप यहां देख सकते हैं कि रंग बंद हो जाएगा और अंत में जब यह इस हिस्से में आएगा तो यह उसे इस रंग में प्रदर्शित करने लगेगा तो यह आपको चालक को इसे भरने के लिए जाने का एहसास देगा तो यहाँ स्तर दिखाने से अधिक है यह भी इंगित करता है और यह एक चेतावनी भी दर्शाता है कि ड्राइवर को पेट्रोल भराना चाहिए तो यह पूरी तरह से डिजिटल है ठीक है आप एनालॉगस के साथ भी एलईडी को संलग्न कर सकते हैं लेकिन आज हम जो उपयोग करते हैं वह डिजिटल है इसलिए जब हम फ़ंक्शन को इंगित करने वाले सिस्टम को मापने में उपकरणों की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो माप के लिए परिवर्तनीय मात्रा से संबंधित जानकारी की आपूर्ति के लिए उपकरण विभिन्न प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं ये संकेत कर रहे हैं जो इंगित करता है रिकॉर्डिंग कौन सा रिकॉर्ड है उदाहरण के लिए सबसे चुनौती पूर्ण जोखिम संकेत तो यह दर्शाता है कि यह केवल दिखाता है तो हम दिखाए गए डेटा के साथ क्या करते हैं इसलिए मान लीजिए यदि आप सुबह 6 बजे घड़ी में 7 8 9 10 पर डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो दिखाया गया डेटा मान लिया गया है और यह आपको शाम की शिफ्ट में या शाम के समय या वर्किंग स्टाइल के लिए दिया जाना है 24 घंटो के लिए तो पहले यह इंगित करता है फिर जो कुछ भी इंगित करता है उसमें रिकॉर्डिंग की घटना होनी चाहिए इसलिए डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इस रिकॉर्ड किए गए डेटा से अगर आप पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते हैं तो अंतिम कंट्रोल फंक्शन है इसलिए संकेत केवल यह दिखाने के लिए है कि माप चल रहे हैं इन उपकरणों को रिकॉर्ड करना आमतौर पर कागज पर लिखित रिकॉर्ड बनाना हैं यह एक चलती स्टाइलस हो सकती है या यह एक एक्सेल फाइल हो सकती है या यह प्लॉट्स या विभिन्न प्रकार के तराजू और कुछ अन्य चर के तहत मापी गई मात्रा के मान हो सकते हैं कंट्रोल फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है विशेष रूप से औद्योगिक नियंत्रण प्रक्रिया के क्षेत्र में इसलिए जो कुछ भी इंगित किया गया है वह डेटा को बेस फ़ंक्शन में लेने की कोशिश करता है और फिर यह सत्यापित करने की कोशिश करता है और यदि कोई त्रुटि है तो यह एक सुधार करता है इसलिए विशेष रूप से औद्योगिक नियंत्रण प्रक्रिया के क्षेत्र में कंट्रोल फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसमें सूचना का उपयोग इंस्ट्रूमेंट या एक सिस्टम द्वारा मूल मापा मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो अगला हम मापन प्रणालियों में उपकरणों की भूमिका देखते हैं तो यहाँ यह एक योजनाबद्ध आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है इसलिए पहले मुझे आरेख बनाने दें और फिर नाम दें तो यह एक मापा चर है ठीक है यह यहां दिया गया है तो यहाँ एक सेंसर है इसे मापने के लिए फिर यहां हम जो करते हैं वह एक परिवर्तनीय रुपांतरण तत्व है अगला सिग्नल संसाधित हो रहा है ठीक है फिर यहां हमारे पास आउटपुट माप है फिर संकेत यह ट्रांसमिशन और फिर यहां हम दूरस्थ जगह पर उपयोग करते हैं और यह सिग्नल प्रस्तुति या रिकॉर्ड है फिर यह आउटपुट डिस्प्ले है ठीक है इसलिए यदि आप मापा प्रणाली में उपकरणों की भूमिका पर गौर करते हैं तो आप एक मापा चर रखने की कोशिश करेंगे जिसे अन्यथा मीज़ुरंड कहा जाता है ठीक है फिर आपके पास एक सेंसर होगा तो सेंसर से यह विभिन्न रुपांतरण तत्व होंगे फिर यह एक सिग्नल प्रोसेसिंग होगा सिग्नल संसाधित हो रहा है फिर आपको एक आउटपुट मिलता है इसलिए जो भी आउटपुट है वह फिर से संचारित हो रहा है तो यह फिर से दर्ज किया गया और फिर यहाँ हम क्या करते हैं हम दूरस्थ स्थानों पर मीज़ुरंड का उपयोग करने की कोशिश करते हैं आप इस संकेत को लेने की कोशिश करते हैं और फिर आप इन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं मान लीजिए कि यह आपको अपने नियंत्रण कक्ष का एक सिमुलेशन देने के लिए है जो एक प्रसंस्करण उद्योग में है तो सेंसर इसे मापेगा जो भी यह मापता है वह परिवर्तित परिवर्तनीय रुपांतरण तत्व मिलते हैं तो फिर हमें जो मिलता है वह एक संकेत है इसलिए हमें जो भी संकेत मिलता है हम उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए संकेत को संसाधित करते हैं तो यह संचरित होता है तो और फिर यह भी दर्ज किया गया है और अंत में आप डिस्प्ले बोर्ड पर जो देखते हैं वह आउटपुट है जिसे मापा गया है ठीक है इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान का अंत करेंगे धन्यवाद